सुप्रभात मित्रों हम अपना व्याख्यान आखरी व्याख्यान से जारी रख रहे हैं C के प्रारंभिक मूल्य तथा LD का चयन करने के लिए हमने यह देखने के लिए कुछ समय बिताया है कि C की इकाइयों को कैसे संभालना है क्योंकि अधिकांश हैंड आउट या साहित्य पाएंगे कि C एक गैर सुसंगत इकाई में दिया गया है और ज्यादातर काम FPS में किया जाता है जहां तक किताबों की बात है इसलिए हम C पर कुछ समय बिताते हैं ताकि आप जान सके की इकाइयों की इस समस्या को कैसे हल किया जाए लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तलाश करना था अगर मैं बिंदु एक से बिंदु दो तक एक क्रूज़ के लिए उड़ान भर रहा हूं अगर मुझे पता है कि R का मूल्य क्या है जिसे मैं लक्ष्य कर रहा हूं और अगर मुझे पता है कि क्रूज़ की गति क्या है जिसे मैं लक्ष्य कर रहा हूं और लगभग इंजन का प्रकार जो मुझे पता है कि मैंने चुना है हम इंजन का चयन कैसे करें के बारे में चर्चा करेंगे यदि हमारे पास ऐतिहासिक डेटा पर आधारित सभी चीजें हैं और इस R की गणना कैसे करेंC की इकाइयों से संबंधित मुद्दे तो अगला सवाल बनता है कि मैं किस प्रकार LD का मूल्य चुनो LD का मूल्य क्या है जिससे इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उड़ान भरी जा सकती है यदि आप देखते हैं यदि आप एक जेट संचालित विमान का उपयोग कर रहे हैं जहां तक E का संबंध है अगर मैं डिजाइन के लिए Emax चाहता हूं मुझे बहुत स्पष्ट है कि मुझे LDmax पर उड़ना चाहिए सीधे यहां से आता है LDmax LDmax का अर्थ क्या है पायलट के लिए या डिजाइनर के लिए LDmax का अर्थ जैसे आप जानते हैं CDCD0kCL2 तो LDmax का अर्थ है हमें उस CL मैं उड़ान भरनी है जिसमें CLCD0K अब यदि आप यहां इस अभिव्यक्ति को देखते हैं E के लिए अगर मैं यहां देखूं जो एक प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए है अगर मैं Emax की तलाश करने की कोशिश करू प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिएजो आप यहां देख सकते हैं LD और फिर V तो अगर मैं अब E फिर से लिखता हूं जो प्रोपेलर के लिए है ECLD1Vln Wi 1Wi मैं V लिखूंगा जैसे V2WSCL तो यह बन जाएगा ECLD12WSCLln Wi 1Wi और यह LD मैं हमेशा ऐसे भी लिख सकता हूं CLCD तो ECCLCD12WSCLln Wi 1Wi आप क्या देख रहे हैं अगर हम Emax प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं फिर यह CL शीर्ष पर चला जाता है यह CL32CD के आनुपातिक हो जाता है तो अगर मैं चाहता हूं Emax प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए CL32CD अधिकतम होना चाहिए जिसका अर्थ है कि मुझे ऐसे उड़ना चाहिए जैसे CL3CD0K और अब अगर मैं एक प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए रेंज के लिए आता हूं यह सीधा है मुझे ऐसे उड़ना चाहिए जैसे CLCD0K क्योंकि रेंज प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम तभी होगी जब LD अधिकतम होगा और इसके लिए आप जानते हैं CLCD0K यह चीजें हम जानते हैं न्यूनतम ड्रैग के लिए हम LD अधिकतम लिखते हैं हम पहले ही यह कर चुके हैं जेट के लिए यह अभिव्यक्ति है RVCLDln Wi 1Wi और अब अगर मैं लिखूं V2WSCL क्या होगा अगर यह मैं लिखता हूं रेंज के लिएजेट के लिए R1CCLCD2WSCLln Wi 1Wi तो आपको क्या संदेश मिलता है यदि आप एक जेट संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम रेंज बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी उड़ान भरने की जरूरत है CL12CD अधिकतम हो यह कुछ नया नहीं है हम यह परफॉर्मेंस कोर्स पर कर चुके हैं जिसका मतलब है कि CLCD03K तो अगर मैं दोहराता हूं यदि मैं एक जेट संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम रेंज बनाना चाहते हैं मुझे ऐसी उड़ान भरने की जरूरत है जैसे CLCD03K अगर मैं जेट संचालित हवाई जहाज अधिकतम इंड्योरेंस के लिए उड़ान भरना चाहता हूं मुझे ऐसी उड़ान भरनी होगी जिससे LDmax या CLCDmaxहो जिसका अर्थ है CLCD0K यदि आप प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम रेंज चाहते हैं तो मुझे ऐसी उड़ान भरनी होगी जिससे LDmax हो CLCD0K CL32CD अधिकतम है जिसका अर्थ है CL3CD0K हम यह सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम एक प्रश्न को संबोधित कर रहे हैं हम चाहते हैं इस सारी जानकारी का अनुवाद LDmax से हो हम एक सवाल पूछेंगे अगर मैं ऐसे उड़ रहा हूं जिसमें CL3CD0K और अभी भी स्तर की उड़ान बनाए रखने के लिए कितना LD चाहिए होगा उड़ान भरने के लिए अगर मैं ऐसे उड़ रहा हूं जैसे CL3CD0K तो कितना LD चाहिए होगा उदाहरण के लिए रेंज तथा E तथा R तथा अधिकतम के लिए जो हम पाना चाहते हैं LD का मूल्य क्या होगा और क्या मैं इस LD को LDmax से संबोधित कर सकता हूं कृपया समझे एक प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए मुझे LDmax पर उड़ना होगा लेकिन इंड्योरेंस या अधिकतम इंड्योरेंस के लिए मैं LDmax पर नहीं उड़ रहा हूं मैं उस CL पर उड़ रहा हूं जिसमें CL3CD0K और उसके अनुरूप में वह LD क्या है जिसे मुझे गणना करने की आवश्यकता है और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि वह LD LDmax का कितना प्रतिशत है तो डिजाइनर दृष्टिकोण के लिए अगर मैं LDmax जानता हूं तब मैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए जानता हूं कितना प्रतिशत LDmax के लिए मैं एक विशेष क्रूस या लाइटर मिशन के लिए उड़ान भर लूंगा वही हम ढूंढ रहे हैं इसके साथ ही हमें उन नंबरों को यहां डालना होगा मैंने इसका उल्लेख अपने हर व्याख्यान में करने की कोशिश की है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है और आप देखेंगे कि कैसे LD का चयन पंखों एयरफॉयल हवाई जहाज का ढांचा आकार की सुविधा तय करेगा क्योंकि आखिरकार आप वायुगतिकीय रूप से कुशल विमान डिजाइन कर रहे हैं तथा LD एक मशीन या हवाई जहाज के वायुगतिकीय दक्षता के रूप में जाना जाता है तो हम CLCD को विभिन्न संयोजन के लिए कल्पना करने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं CL न्यूनतम शक्ति के लिए जो कि CL3CD0K है और यह बन गया कुछ शर्तों में Emax प्रोपेलर केस में प्राप्त के लिए उसी तरह CL या मैं लिखता हूं आपको भ्रमित नहीं करने के लिए CL जब CL32CD अधिकतम है CL CL32CD है और जब CL CLCDmaxके लिए वह CLCD0K है स्पष्ट है यदि हम इस तरह की उड़ान की स्थिति को बनाए रख रहे हैं तो हवाई जहाज द्वारा अनुभवी इस मामले में CD क्या होगी क्योंकि हम जानते हैं कि CDCD0kCL2 CD इस केस में CDCD0K3CD0K तो यह K रद्द हो जाएगा और बन जाएगा CD4CD0 तो यह CD CL32CD max सिर्फ समझने के लिए है ठीक उसी तरह CD CLCDmax कितना होगा CDCD0KCD0K तो यह बन जाएगा CD2CD0 कृपया समझे कि हम एक प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किस CLCD एक विशेष मिशन में उड़ान भरनी चाहिए इसलिए मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं अगर आप ऐसे उड़ान भर रहे हैं जिसमें CL है max या CLCDmax केस तब हम CLCD दोनों में तुलना करने की कोशिश करेंगे इसका क्या मतलब है दोनों बार में यही पूछ रहा हूं वह कौन सा CLCD है जिसमें उड़ान भर रहा हूं कौनसे मिशन के बारे में सोच रहा हूं इस स्थिति में वह क्रूज है तो अगर यह क्रूज है मैं वजन के बराबर लिफ्ट जानता हूं और लिफ्ट कितनी होगी लिफ्ट हवाई जहाज की होगी L12V2SCL इन दो स्थितियों के लिए एक ही वजन पर इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं की CLCD इस शर्त के अनुरूप क्या होगी यह उचित है कि वजन एक समान हो लेकिन याद रखें जब आप रेंज के आकलन के लिए जा रहे हैं और जब आप लाइटर के आकलन के लिए जा रहे हैं व्यवहार में वजन में परिवर्तन होगा इसलिए हम देखेंगे कि इसे कैसे शामिल किया जाए लेकिन आज का व्याख्यान CLCD पर डिजाइनर का दृष्टिकोण प्राप्त करना मुख्य रूप से केंद्रित है इसलिए मैं इस विषय को बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो CL32CD max के लिए V हो जाएगा V2WS3CD0K उसी तरह CLCDmaxके लिए V हो जाएगा V2WSCD0K इस K के लिए CL होगा CD0K एक बार मुझे यह पता चल गया तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए अगर मैं आपसे केस एक और केस दो के बीच एक सवाल पूछूं फिर किस स्थिति में हवाई जहाज बड़े गतिशील दबाव का अनुभव करेगा जो आपको आसानी से पता होना चाहिए इस मामले के लिए आप एक उच्च CL पर उड़ रहे हैं इसलिए गति की आवश्यक कम होगी और घनत्व समान होगा इस मामले में गतिशील दबाव कम होगा इसका मतलब है जब आप ऐसे उड़ रहे हैं जिसमें CL32CDअधिकतम है तब वास्तव में आप धीमी गति में होते हैं और बस इस कथन को रेखांकित करें जब आप इंड्योरेंस और सभी के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम इसे सहसंबंधित करने का प्रयास करेंगे यह सच है तो ड्रैग CL32CD max के लिए क्या है D12V2SCD CD4CD0 D12V2S4CD0 D122WS3CD0K S ठीक उसी तरह ड्रैग CLCDmax के लिए होगा D122WSCD0K S जिसे आप यहां देख सकते हैं यह वही केस है तो अब अगर मैं अनुपात CL32CD max देखने की कोशिश करू जब यह CLCDmax पर उड़ रहा हैयह क्या के बराबर होगा और दोनों एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं DCL32CDDCLCD2311547 तो यहां क्या संदेश है संदेश है जब आप इस तरह उड़ रहे हैं जिसमें CL32CD max हैं आप कम गति से उड़ रहे हैं लेकिन आप यहां ड्रैग देखें जब CL32CD मैं उड़ रहे हैं जो 15 प्रतिशत उस ड्रैग से अधिक है जब CLCD max है यह समझना बहुत जरूरी है तो हम देखते हैं ड्रैग विन्यास के लिए जहां CL32CDmax और CLCDmaxउनका अनुपात 115 के बराबर है और हमें एहसास होता है कि ड्रैग जब आप CL32CDपर उड़ान भर रहे होते हैं तो वह 15 प्रतिशत ज्यादा होता है जब आप CLCDmaxपर उड़ रहे होते हैं मैं फिर से दोहराता हूं कीड्रैग कम गति पर हवाई जहाज द्वारा अनुभव किया गया ऐसे उड़ रहा जिसमें CL32CDmax हो तो वह 15 प्रतिशत ज्यादा होता है जब आप CLCDmaxपर उड़ रहे होते हैं इसलिए इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है जब हम CL32CDmax पर उड़ रहे हैं तब CLCD 0866 LDmax के बराबर होगा यह 0866 कहां से आया यह और कुछ नहीं है बल्कि 111547 यहां क्या किया जाता है CLCD दिए हुए के लिए इस केस में 15 प्रतिशत CD जिसमें CLCDmax से अधिक है इसलिए मैं बस लिख सकता हूं की CLCD जो CLCD मैं उड़ रहा है वह 111547 गुना CLCDmaxहोगा जोकि 0866 आप देख रहे है अब हम रेंज समीकरण और इंड्योरेंस समीकरण पर वापस जाते हैं हमने यहां क्या सीखा है अगर CL32CD एक प्राथमिक स्थिति बन जाती है तुम मुझे ऐसे उड़ना चाहिए जैसे LD 0866LDmax के बराबर होयह बहुत आसान है और एक बात हम सीखते हैं अगर CLCD एक गवर्निंग फैक्टर है कि यह अधिकतम होना चाहिए जैसे इस स्थिति में अधिकतम है तो LD LDmax के बराबर होगायह दो चीजें हमने यहां से सीखी है हमने रेंज या इंड्योरेंस के बारे में कुछ भी बात यहां नहीं की है मौलिक रूप से हमने देखा है कि जो भी स्थिति हो सकती है अगर CL32CD max हैं तब हमें उस LD की तलाश करनी है 0866 LDmax है और अगर आप ऐसे उड़ रहे हैं इसमें CLCD max है फिर स्वाभाविक रूप से हम LDmax की तलाश कर रहे हैं अब यह देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है जेट के लिए R होगा RVCLDln Wi 1Wi और इंड्योरेंस होगी ELDCtln Wi 1Wi प्रोपेलर के लिए R होगा RCLDln Wi 1Wi और इंड्योरेंस होगी ECLD1Vln Wi 1Wi तो आपने यहां जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करें अगर मैं इंड्योरेंस लेता हूं सवाल है एक जेट संचालित विमान के लिए की आप का चुना हुआ LD क्या होना चाहिए ताकि हमें अधिकतम लाइटर समय या अधिकतम इंड्योरेंसमिल सके तो मैं कहता हूं जेट के लिए E होगा LD अन्य चीजों को स्थिर रखते हुए मैं सिर्फ LD को ढूंढ रहा हूं तो Emax के लिए यह मुझे बताता है कि मुझे LD ऐसा चुनना चाहिए ताकि CLCD max हो तभी E अधिकतम होगा इसका मतलब है मुझे ऐसे उड़ना चाहिए जिसमें CLCD0K अगर मैं वास्तव में इंड्योरेंस अधिकतम चाहता हूं अगर मैं फिर से संचालित रेंज प्रोपेलर के लिए यहां आता हूं मैं देखता हूं R अधिकतम होगा अन्य चीजों को स्थिर रखते हुए जब LD अधिकतम होगा तो यह भी समान है जब मैं एक प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज डिजाइन कर रहा हूं अगर मुझे अधिकतम रेंज के लिए जाना है क्या LD चुनना होगा ताकि मैं उसे LD मैं उड़ सकूं जिसमें CLCDmax हो प्रोपेलर संचालित के लिए अगर मैं एंडोरेंस में आता हूं तब मुझे मिलेगा की E अनुपातिक है CL32CD के मैं आशा करता हूं कि आप से देख सकते हैं कि यह LD है इसलिए यह सब जब मैं LD लिखता हूं और V जो कि है V2WSCL LD को CLCD भी लिख सकते हैं तो यह बन जाता है CL32CDइसमें हमें क्या संदेश मिलता है यह CL32CDसे संबंधित है तो CL32CD के लिए हमें LD की चुनना करनी है जो 0866 LDmax के बराबर है तो हमें LD की चुनना करनी है जो 0866 LDmax या CLCDmax के बराबर है लेकिन हमने यह उत्तर नहीं दिया है कि LD क्या होना चाहिए जब मैं एक जेट मशीन उड़ा रहा हूं और एक विमान के लिए एक विमान डिजाइन कर रहा हूं जिसमें रेंज अधिकतम होगी चलिए अब हम इस पर गौर करते हैं अब हम उस तिथि की तलाश कर रहे हैं ताकि मैं अधिकतम रेंज के लिए एक जेट संचालित हवाई जहाज डिजाइन कर सको और हमारा उद्देश्य क्या है हम एक सवाल पूछना चाहते हैं किस मूल्य LD पर उड़ान भरी जाए LDmax कि शब्दों में क्योंकि मैं एक विशेष LDmax के लिए अपना विमान डिजाइन करूंगा देखते हैं इस अभिव्यक्ति R को ध्यान से R1CCLCD2WSCLln Wi 1Wi तो यह रेंज CL12CDकेअनुपातिक है और यह रेंज अधिकतम होगी जब CL12CDअधिकतम होगा यह हमने परफॉर्मेंस पाठ्यक्रम में पहले ही अध्ययन कर लिया है और इसका अनिवार्य रूप में मतलब है CLCD03K अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं क्या आप मुझे लगभग बता सकते हैं LD या CLCD का मूल्य क्या होगा जिसमें मैं उड़ सकूं LDmax के बराबरमान लीजिए जो A है अब इस A का क्या मूल्य होगा और आप कैसे पता लगाएंगे तो मैं इस व्याख्यान को यही छोड़ता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जब कल आऊंगाआपने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर लिया होगातभी मैं सोच लूंगा कि हम वास्तव में अच्छी तरह से संवाद कर रहे हैं इससे पहले कि मैं समाप्त करो मुझे आपको बताना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है LD का मूल्य क्या है जिसमें हमें उड़ना हैयह एक बहुत बड़ा प्रश्न है थियोरेटिकली हमारे पास कुछ संख्या होगी फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई जहाज वास्तव में LD पैदा करने में सक्षम है जैसा कि इन बातों से क्या होता है और यही डिजाइनर का एक प्रमुख कार्य है इसलिए मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसकी आवश्यकता क्या है ताकि मैं आराम से ऐसी स्थिति में जा सकूं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है जब तक आप यह नहीं जानते कि इसकी आवश्यकता क्यों हैयह कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका उत्तर देना कम प्रेरित होता है तो अगली दो और तीन कक्षाएं हो सकती है जिसमें हम सभी LD पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हमारे पास एरोफोइलइसके आकार इसकी लिफ्टिंग विशेषताएं ड्रैग पोलर के अप्रत्यक्ष संपर्क हो ताकि आप कुछ सही संख्या चुनसकें यही एक डिजाइनर करता है